अब तक हम श्रोडिंगर इक्वेशन को हल करके प्राप्त बाध्य अवस्थाओं के बारे में बात कर रहे हैं हम बात करने जा रहे हैं फ्री पार्टिकल्स की और विशेष रूप से मैं फ्री इलेक्ट्रॉनों के बारे में बात करने जा रहा हूं और जब मैं फ्री इलेक्ट्रॉनों की बात करता हूं इसका अर्थ है स्थितिज ऊर्जा V0 या समकक्ष Vconstant और इसका मतलब यह है कि कणों पर बल 0 के बराबर है और इसलिए हैमिल्टनियन H याद रखें कि हैमिल्टनियन एनर्जी के लिए एक ऑपरेटर है जहां HψEψ और H 22md2dx2 होने जा रहे हैं प्लस कुछ स्थिर क्षमता जो 0 हो गई है तो यह 22md2dx2 1 डायमेंशन में हो जाता है और यह H 22m 2 2 द लाप्लासियन होने जा रहा है प्लस V जो 22m 2 3 D में है इसलिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन को हल करना चाहते हैं इस विशेष हैमिल्टनियन के लिए और यह कहाँ उपयोगी है तो फ्री इलेक्ट्रॉन एक धातु में इलेक्ट्रॉनों के लिए काफी अच्छा सन्निकटन प्रदान करते हैं और मैं इसके बारे में और बाद में बात करूंगा कुछ समय के लिए 1 D में हैमिल्टनियन 22md2dx2 है मुझे पहले 1 आयाम पर ध्यान केंद्रित करने दें और इसलिए श्रोडिंगर इक्वेशन 22md2dx2Eψ है वह मेरा श्रोडिंगर इक्वेशन है और अनिवार्य रूप से V0 E से बड़ा या बराबर होने वाला है इसके बारे में हमने पहले बात की है और आपने इसे पुस्तक में एक समस्या के रूप में भी देखा है तो इसे हल करने के लिए मैं अब जो करने जा रहा हूं वह है d2dx2 2mE2 और इसलिए k2ψ0 जहां d2dx2 और k22mE2 जो 0 से अधिक है तो श्रोडिंगर इक्वेशन अब k2ψ0 के रूप में सामने आता है और संभावित समाधान यह है कि आप इसे आसानी से देख सकते हैं xeikx या sin kx या kx या कोई रैखिक संयोजन प्रश्न फ्री पार्टिकल्स के लिए है कि कौन सा सही समाधान है तो फ्री पार्टिकल्स के लिए हम इनमें से कौन सा समाधान चुनते हैं यही सवाल है क्या मैं eikx चुनता क्या मैं sin kx चुनता हूं क्या मैं cos kx चुनता हूं पहले याद कीजिए जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन को हल कर रहे थे तो समाधान का एक विशेष रूप बाउंड्री कंडीशन द्वारा तय किया गया था तो याद रखें कि पहले समाधान बाउंड्री कंडीशन से चुना गया था हम कुछ और विचार करने जा रहे हैं जो समय है और हम जो करने जा रहे हैं वह पहले यह अनुमान लगाते हैं कि Vconstant स्थिति में बल 0 है और इसलिए एक कण का संवेग संरक्षित रहता है यानी इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि समय के साथ गति नहीं बदलती है और यह शास्त्रीय होता है यह परम्परागत परिणाम है क्या हमें क्वांटम यांत्रिकी में भी यही उम्मीद करनी चाहिए तो अब मैं जो प्रश्न पूछता हूं वह प्रश्न है क्या हमें क्वांटम यांत्रिकी में भी ऐसी ही उम्मीद करनी चाहिए नंबर 1 क्या हमें उम्मीद करनी चाहिए कि संवेग संरक्षित है और अगर यह संरक्षित है तो इसका क्या अर्थ है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अभी याद करें कि स्थिर अवस्थाओं के लिए E ऊर्जा सही रूप से संरक्षित है या मैट्रिक्स तत्व ⟨iHj⟩ हाइजेनबर्ग के मैट्रिक्स यांत्रिकी के संदर्भ में विकर्ण है याद रखें कि जब भी कोई मैट्रिक्स होता है जो विकर्ण होता है इसका अर्थ है कि संगत मात्रा समय के साथ नहीं बदलती है और संरक्षित रहती है तो यहाँ भी अगर संवेग संरक्षित है तो मुझे उम्मीद करनी चाहिए कि ⟨ipj⟩ मैट्रिक्स विकर्ण होगा तो यह विकर्ण है इसका मतलब यह है कि अगर मैं p मैट्रिक्स लिखता हूं इसमें सभी विकर्ण पद 0 होंगे यहां ऐसे पद होंगे जो विकर्ण के साथ गैर शून्य होंगे और बाकी सब कुछ 0 होगा अब हैमिल्टनियन के लिए मैट्रिक्स भी विकर्ण है तो इसका मतलब है अगर मैं प्रोडक्ट pH मैट्रिक्स लेता हूं और Hp घटाता हूं तो यह 0 होगा तो क्या इसका मतलब है कि यदि कोई मात्रा संरक्षित है तो pH माइनस अन्य या संबंधित ऑपरेटर संतुष्ट है यदि एक मात्रा संबंधित ऑपरेटर को संरक्षित किया जाता है तो संबंधित ऑपरेटर O संतुष्ट करता है मुझे इसे अगले पृष्ठ में लिखने दें तो O संतुष्ट करता है कि H के मैट्रिक्स O के मैट्रिक्स गुना और यदि मैं क्रम बदलता हूं और घटाता हूं तो यह 0 है ऑपरेटर औपचारिकता में इसका मतलब यह है कि OH HO 0 होगा तो चलो मैं अब बताता हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं मैं पूरे तर्क को पलट देता हूं और कहता हूं यदि OH HO 0 है तो इसका अर्थ है कि O एक संरक्षित मात्रा होगी इसलिए यदि हम चरण दर चरण लिखते हैं यदि OH HO ऑपरेटर O के लिए 0 है तो O एक संरक्षित मात्रा है और उसका क्या मतलब है इसका अर्थ है कि तरंग फंक्शन ऐसा है कि HψEψ भी है और मैं O का कार्य कर सकता हूं यदि यह नहीं था तो आइए हम इसे दिखाते हैं यदि यह नहीं था फिर ⟨iOj⟩ में विकर्ण तत्व भी होंगे तो आइए हम इसे यह कहकर संक्षेप में प्रस्तुत करें कि यदि एक ऑपरेटर के लिए O OH HO0 तो H और O के समान आइगेन फंक्शन्स हैं और O के अनुरूप मात्रा को संरक्षित किया जाता है और O को O के रूप में भी संदर्भित किया जाता है O के रूप में भी संदर्भित नहीं किया जाता है लेकिन यह आइगेन वैल्यू को अच्छी क्वांटम संख्या के रूप में संदर्भित किया जाता है तो आइए हम इसे फिर से लिखें कि HO OH0 का अर्थ है कि HψEψ फिर ψ देता है जैसे कि O ψ भी कुछ O ψ है और O का आइगेन वैल्यू एक अच्छी क्वांटम संख्या के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह संरक्षित है और तरंग फंक्शन न केवल ऊर्जा E के आइगेन फंक्शन्स आइगेन वैल्यू द्वारा लेबल किया जाता है बल्कि उस मात्रा O का आइगेन वैल्यू भी होता है इस पृष्ठभूमि के साथ आइए अब उत्तर देने का प्रयास करें प्रश्न प्रश्न का उत्तर eikx sin kx orcos kx अब फिर से उत्तर का अनुमान लगाने के लिए मैं परम्परागत परिणाम पर वापस जाता हूं कि उस स्थिति में जब क्षमता स्थिर होती है या संभावित 0 गति संरक्षित होती है तो अब देखते हैं कि क्या Hp pH0 याद रखें isp क्या है p iddx है और H क्या है H 22md2dx2 तो Hp होगा 22md3dx3 तीसरा व्युत्पन्न और pH भी 22md3dx3 होगा तीसरा व्युत्पन्न जो वहां से इंगित करता है वह Hp pH0 तो अगर मुझे लगता है कि Hp pH0 और वैसे जब मैं यहां p लिखता हूं तो यह गति px का x घटक है इसका मतलब है कि px एक अच्छी क्वांटम संख्या है p px संरक्षित है और तीसरा आइगेन फंक्शन्स मुझे कहना है कि आइगेन फंक्शन्स स्थिर अवस्था है श्रोडिंगर इक्वेशन समाधान भी गति आइगेन अवस्था हैं तो तीनों में से eikx i∂x eikx मुझे देता है ℏk eikx p का एक आइगेन फंक्शन है sin kx मुझे देता है iddxsin kx ℏkicos kx p का आइगेन फंक्शन नहीं है आइए हम इसे px लिखें और इसी तरह cos kx भी एक आइगेन फंक्शन नहीं है इसलिए अगर मैं समरूपता संपत्ति को संतुष्ट करना चाहता हूं कि गति संरक्षित है कि p एक अच्छी क्वांटम संख्या हो और इसलिए एच और पी में एक ही आइगेन फंक्शन है चुनने का सही समाधान eikx है तो फ्री पार्टिकल्स के लिए यह आइगेन फंक्शन्स है तो सभी समरूपता वाले फ्री पार्टिकल्स के लिए संतुष्ट हैं और वह सब eikx आइगेन फंक्शन है ध्यान दें कि मैंने सामान्यीकरण स्थिरांक नहीं लिखा है इसलिए सामान्यीकरण स्थिरांक अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है और हम यह भी खोजना चाहते हैं कि k को कैसे ठीक किया जाए इसका मतलब है क्या यह निरंतर है क्या यह लगातार बदलता रहता है या क्या होता है याद रखें कि एक बॉक्स समस्या में कण के लिए k nπL था यहाँ हम k को कैसे ठीक करते हैं तो ये दो समस्याएं संबंधित हैं और अब हम इसी का समाधान करने जा रहे हैं और जिस तरह से यह पता है वह सभी पीरिऑडिक बाउंड्री कंडीशन के माध्यम से है यह एक तरकीब है जिसके माध्यम से हम मामले की गणना करते हैं हम k की गणना कर सकते हैं और हम सामान्यीकरण स्थिरांक को भी ठीक कर सकते हैं तो समय समय पर बाउंड्री कंडीशन क्या मांग करती है कि xL ψ के समान हो इसका मतलब है तरंग फंक्शन को लंबाई L पर पीरिऑडिक बनाएं और सीमा में थर्मोडायनामिक सीमा L पर पर जाएगी इसका मतलब है कि L बहुत बहुत बड़ा है इसे इतना बड़ा बनाया गया है कि सभी गणना इंटीग्रेशन के जरिए की जा सकती है और आप एक मिनट में देखेंगे इसलिए जब हम अब इसकी मांग करते हैं xeikx और इसका मतलब है कि xLeikxeikL और यह हम eikx के बराबर होना चाहते हैं और इसका मतलब यह है कि हमारे पास eikL1 है या k2nπL जहां n0±1±2 इत्यादि इस प्रकार हम k का मान निर्धारित करते हैं और जब L k पर जाता है तो लगभग निरंतर बदलता रहता है मैं जो कहूंगा वह अर्ध निरंतर है तो यह लगातार k परिवर्तन करने की तरकीब है मैं k के योग को k के समाकलन में बदलने में सक्षम हो जाऊंगा जो कि कुछ ही मिनटों में भी हो सकता है और अब हम तरंग फंक्शन को सामान्य कैसे करते हैं तो इस लंबाई एल पर तरंग फंक्शन भी सामान्यीकृत होता है तो हम क्या करते हैं मान लीजिए कि तरंग फंक्शन को CNeikx माना जाता है जो मैं मांग करने जा रहा हूं वह है 0Lx2 dx1 और यह मुझे तुरंत देता है CN2L1 or CN1L और इसलिए हम पीरिऑडिक बाउंड्री कंडीशंस के साथ तरंग फंक्शन ψ लिखने जा रहे हैं और इस लंबाई L पर सामान्यीकृत बॉक्स को 1Leikx के रूप में लिखेंगे इस पल यहाँ L आ गया इसका मतलब है मैं L पर पीरिऑडिक बाउंड्री कंडीशन भी दर्शाता हूं और इसका मतलब है कि k02nπL n123 और इसी तरह ±1 ±2 और इसी तरह तो इस तरह से हम k को गिनते हैं और इसी तरह से हम तरंग फंक्शन को सामान्य करते हैं इसलिए अगर मैं इसे चित्रित करना चाहता हूं मान लीजिए कि मैं इसे एक रेखा पर खींचता हूं यह k0 है प्रत्येक 2πL में एक k मान होता है 4πL और इसी तरह ये सभी बिंदु k के ऋणात्मक पक्ष पर भी एक विशेष k मान दर्शाते हैं तो मैं जो कहने जा रहा हूं वह यह है कि प्रत्येक 2πL में एक अवस्था होता है जिसमें ऊर्जा Hψ होती है जो मुझे 2k22m ψ देती है और संवेग pψℏk ψ तो यह हैमिल्टनियन दोनों के आइगेन स्टेट के रूप में और आइगेन वैल्यू के साथ यहां है और प्रत्येक 2πL एक states है या दूसरे शब्दों में यह भी लिखा है कि अवस्था का घनत्व L2π प्रति k है हम k को एकता से बदलते हैं और यहां तक कि 2 अवस्था की अनुमति देते हैं यदि आप स्पिन को शामिल करते हैं यदि स्पिन को शामिल करते हैं तो प्रत्येक अवस्था दो इलेक्ट्रॉनों को समायोजित कर सकता है तो हम 1 आयाम में यही करते हैं 3 आयामों के बारे में क्या तो अगला प्रश्न हम पूछते हैं कि 3 D में क्या होगा हैमिल्टनियन 3 D में 22m 2 होगा जो 22md2dx2 है अब मैं इस d2dx2 को आंशिक 2x2 से बदलने जा रहा हूं क्योंकि अब मेरे पास तीनों डेरिवेटिव होंगे 2y22z2 हम चरों का पृथक्करण कर सकते हैं और समस्या को हल कर सकते हैं अब हैमिल्टनियन इसे 0 के बराबर संतुष्ट करता है क्योंकि p मुझे लिखने दें कि यह एक वेक्टर है लेकिन i कोई भी स्वयं को संतुष्ट कर सकता है कि यह Hp pH0 को संतुष्ट करता है और इसलिए p संरक्षित है एक और वही बात एक अच्छी क्वांटम संख्या है और इसलिए समाधान H और p दोनों का आइगेन फंक्शन होना चाहिए और विवरण के बिना मैं अभी आपको बता सकता हूं कि ψxyzeikr जो मैं करने जा रहा हूं इसे eik1xk2yk3z के रूप में लिखें यह एक तरंग फंक्शन है जो सामने एक स्थिरांक होगा जो कुछ ही क्षणों में चर्चा करेंगे और Hψ अब मुझे 2k22m देने जा रहा है जो 22mk12k22k32 ψ है जो ऊर्जा है तो यह ऊर्जा है 2k22m या p22m और p ψ और कुछ नहीं बल्कि ℏk ψ है जो k1xk2yk3z है और ऊर्जा p22m है तो 3 D में ऐसा होता है अब अगर मैंने यहां पीरिऑडिक बाउंड्री कंडीशंस को लागू किया है हमें ψxLyz मिलता है जो मुझे ψxyz चाहिए इसी तरह मुझे xyLzψxyz चाहिए और मुझे xyzLψxyz चाहिए और इसका तुरंत मतलब है जैसे मैंने एक आयाम के मामले में किया था इसका मतलब है कि k1 2 n है मुझे इसे अभी nx कहने दे L nx0±1±2 इत्यादि इसी तरह k22nyL ny0±1±2 और इत्यादि और k3 होने जा रहा है 2nzL nz0±1±2 और इसी तरह और अब मैं L आकार के घन पर तरंग फंक्शन को सामान्य करने जा रहा हूं इसलिए मैं घनत्व पर इंटीग्रेशन करने जा रहा हूं ∫dxdydz CN eikr21 और वह मुझे घनत्व L3CN21 or CN1L3 देता है मैं इसे 1V के रूप में भी आजमा सकता हूं और इसलिए मेरे तरंग फंक्शन अब r होने जा रहे हैं 1Veikr होने जा रहा है यह 3 आयामों में पीरिऑडिक बाउंड्री कंडीशंस और सामान्यीकृत बॉक्स के साथ तरंग फंक्शन है फिर से अगर मैं अब 3 D में इस तरंग फंक्शन का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं तो मैं यही करने जा रहा हूं यह मेरा x अक्ष या kx अक्ष है यह मेरी ky अक्ष है और यह मेरी kz अक्ष है और वैसे इसे आमतौर पर k स्पेस के रूप में जाना जाता है तो 0 k यहाँ होने जा रहा है फिर से प्रत्येक 2πL प्रत्येक अक्ष पर एक अवस्था होती है और फिर हर जगह जहां भी एक आंतरिक मिलान होगा वहां एक अवस्था होने जा रहा है तो इन अवस्थाओं को इन बिंदुओं द्वारा दर्शाया जाता है जहाँ मैं हर चीज़ को एक पूर्णांक से बढ़ाता रहता हूँ आइए मैं इस बिंदु को इस तरफ भी बनाता हूँ दूसरे शब्दों में यदि मैं इस स्पेस को लेता हूं और k स्पेस में 2πL आकार का बॉक्स बनाता हूं तो इसमें एक अवस्था होती है तो एक घनत्व 83L3 जो कि 83V है जिसमे एक k अवस्था है या हम कह सकते हैं कि k स्थान में k बिंदुओं का घनत्व V83 है इसलिए अगर मेरे पास k स्पेस Vk में कुछ घनत्व है अगर मैं इसे V83 से गुणा करता हूं तो मुझे उस k स्पेस घनत्व में k पॉइंट्स की संख्या मिलने वाली है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में कैसे इनमें से प्रत्येक k अवस्था पाउली का एक्सक्लूशन प्रिंसिपल Pauli's exclusion principle द्वारा स्पिन डाउन में से प्रत्येक के 2 इलेक्ट्रॉनों को ले सकती है तो अब तक मैंने आपके लिए बहुत कुछ निर्धारित कर लिया है कि सभी को धातुओं के लिए एक बहुत ही सरल सन्निकटन करने की क्या आवश्यकता है तो अब मैं इस व्याख्यान को यह कहकर समाप्त करता हूं कि फ्री पार्टिकल्स के लिए H 22m2 तो संवेग p एक अच्छी क्वांटम संख्या है इसका मतलब है pH Hp0 तरंग फंक्शन xyz1Veikr मैं L और k2nxLπ i2nyLπ j2nzLπ k nx ny nz0 ±1 ±2 के घन पर सामान्यीकरण कर रहा हूं और इसी तरह और अंत में k स्पेस में अवस्थाओं का घनत्व क्योंकि k या p एक अच्छी क्वांटम संख्या है तो मैं k स्पेस में घनत्व माप सकता हूं V83 प्रति यूनिट k स्पेस वॉल्यूम है इसके साथ अब हम इन विचारों को अगले व्याख्यान में बहुत ही सरल तरीके से धातुओं पर लागू करेंगे जहां हम फर्मी ऊर्जा फर्मी गति और इस तरह की चीजों के बारे में जानेंगे